इस क्लास में हम समस्या फॉर्मूलेशन या निर्माण पर चर्चा जारी रखते हैं हम बिन पैकिंग समस्या के फॉर्मूलेशन और समाधान को देखते हैं पिछली कक्षाओं में हमने अन्य उदाहरणों को हल किया है जिन्हें हमने इस पाठ्यक्रम के फॉर्मूलेशन चरण में देखा है तो हम बिन पैकिंग समस्या को देखते हैं संक्षेप में फॉर्मूलेशन को देखते हैं और फिर समझते हैं कि हम इसे कैसे हल करते हैं अगर आपको याद होगा तो यह एक फॉर्मूलेशन है जहाँ हमने बाइनरी वैरिएबल या 0 1 वैरिएबल को परिभाषित किया था बिन पैकिंग की समस्या इस प्रकार है इस उदाहरण में 8 नंबर दिए गए हैं ये 8 नंबर हैं संख्या 8 6 9 28 17 24 7 और 21 समूहों की एक न्यूनतम संख्या बनाएं इस प्रकार कि प्रत्येक समूह में संख्याओं का योग 45 से अधिक नहीं है यह कहने की तरह है कि ये 8 संख्याएँ 8 वस्तुओं की तरह हैं जिन्हें 45 लंबाई के एक आयामी बिन में पैक किया जाना है और हम न्यूनतम संख्या का उपयोग करना चाहते हैं और यही कारण है कि इस समस्या को एक आयामी बिन पैकिंग समस्या का नाम दिया गया है हमने एक सरल समाधान देकर शुरुआत की और कहा कि एक सरल समाधान जो समाधान यहां दिया गया है उसमें 4 समूह हैं लंबाई 8 6 और 9 एक समूह में जा सकते हैं 28 और 17 एक समूह में जा सकते हैं 24 और 7 एक समूह में जा सकते हैं 21 अपने आप में एक समूह है तो इस सरल समाधान में 4 बिन डिब्बे हैं अब हमारे पास 4 बिन के साथ एक सरल समाधान है प्रश्न जो हमारे पास है कि क्या हम इसे तीन बिन के साथ हल कर सकते हैं हमने यह भी उल्लेख किया है कि इस समस्या के लिए फॉर्मूलेशन में 36 वेरिएबल और 12 कंस्ट्रेंट होंगे और पिछले फॉर्मूलेशन की तुलना में सरल होंगे क्योंकि पहले के फॉर्मूलेशन में हम यह कहकर बिन पैकिंग की समस्या शुरू कर सकते हैं कि हम अधिकतम 8 समूहों के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि 8 तत्व हैं और हम उन समूहों की संख्या को कम करना चाहेंगे जिनमें इन 8 तत्वों को पैक किया जा सकता है तो यदि हम 8 संभावित समूहों और 8 संभावित बिनडिब्बे का उपयोग करते हैं तो उद्देश्य Y1 को Y8 तक कम करना होगा प्रत्येक संख्या केवल 1 समूह से संबंधित होनी चाहिए इसलिए jXij1 तो X11 1 है यदि पहला नंबर या पहला आइटम मतलब वस्तु पहले समूह को आवंटित किया गया है X21 1 यदि दूसरा आइटम पहले समूह को आवंटित किया जाता है और इसी तरह अन्य तो उन सभी वस्तुओं को जिन्हें पहले समूह को आवंटित किया जाता है कुल योग ≤ 45 होना चाहिए तो कंस्ट्रेंट को RHS ≤ 45Y1 Y1 1 होगा यदि बिन 1 चुना गया है या समूह 1 चुना गया है तो जो कुछ भी उस समूह को आवंटित किया जाता है उसका लिंक 45 से कम या उसके बराबर होना चाहिए तो सामान्य रूप aiXij ≤ BxYj है जहां B बिन क्षमता है Xij और Yj दोनों बाइनरी वैरिएबल 0 1 वैरिएबल हैं तो यदि हम 8 संभावित समूहों से शुरू करते हैं और फिर इसे कम करने की कोशिश करते हैं तो 64Xij वैरिएबल और 8Yj वैरिएबल होंगे हम 4 समूहों के साथ सरल समाधान को देखकर इसे थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए हम अगर हमारे पास 4 समूहों के साथ एक समाधान है तो हम 18x4 32Xij वैरिएबल और 4YJ वैरिएबल के बारे में सोच सकते हैं अब हम इस समस्या को देखेंगे कि क्या 3 समूहों के साथ समाधान संभव है 4 समूहों के साथ फॉर्मूलेशन में 8 x 4 Xij 32Xij वैरिएबल और 4Yj वैरिएबल होंगे तो इसमें 36 वैरिएबल और 12 कंस्ट्रेंट होंगे तो चलिए एक्सेल शीट पर इस फॉर्मूलेशन को दिखाते हैं और फिर समस्या का समाधान दिखाते हैं तो यह फॉर्मूलेशन है जिसे मैंने X11 से X81 14 से X84 तक दिखाया है यह दर्शाता है कि ये वे वैरिएबल हैं जो बिन में जाने वाली वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं तो X84 बिन नंबर 4 में जाने वाले आइटम 8 का प्रतिनिधित्व करता है Y1 से Y4 4 बिन हैं जो हमारे पास हैं क्योंकि हम अभी 4 बिन के साथ एक समाधान देख रहे हैं तो जैसा कि हमने X वेरिएबल्स और Y वेरिएबल्स को वैल्यू देने से पहले किया था तो फिलहाल कुछ फ्रेक्शनल वैल्यू मतलब आंशिक मान हैं यह सब पूर्णांक होना चाहिए तो मैं उन्हें बायनरी वैल्यू मतलब द्विआधारी मान दे रहा हूं तो मैं उन्हें केवल 0 और 1 और इस तरह की वैल्यू दे रहा हूं तो यह एक समाधान है जो मैंने संकेत दिया है यह व्यवहार्य हो सकता है यह व्यवहार्य नहीं हो सकता अब हम जाँचेंगे कि क्या यह व्यवहार्य है या व्यवहार्य नहीं है यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि मैंने आइटम 6 को दो बिन मे डाल दिया हैं जो व्यवहार्य नहीं है तो मैं इसे बदलता हूं मैं इसे बदलता हूं तो अब हम देखते हैं कि यह समाधान है जहां 4 बिन हैं पहले बिन में आइटमस हैं यह आइटम यह आइटम और तीसरा आइटम है दूसरे बिन में यह तीसरा आइटम है आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 8 तीसरे बिन में आइटम नंबर 6 है और चौथे बिन में आइटम नंबर 4 है इसलिए 4 बिन हैं जिसने यह समाधान दिया है अब कंस्ट्रेंट्स हैं तो प्रत्येक बिन के लिए उस बिन को आवंटित वस्तुओं की लंबाई 45 या उससे कम होनी चाहिए और यदि वह बिन चुना गया है तो मैं पहले कंस्ट्रेंट का पहला LHS दिखाता हूं तो हम देखेंगे और 45xB11 तो मैं इसे समझाता हूं तो B7 C7 D7 E7 F G H से I7 तक वैल्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं चाहे यह आइटम पहले बिन में जा रहा हो या नहीं तो व्यवहार्य समाधान में मैंने कहां है कि यह आइटम पहले बिन में जा रहा है यह आइटम पहले बिन में जा रहा है यह आइटम पहले बिन में जा रहा है तो इन तीन लंबाई में से कुछ को हमें जांचना होगा इसके लिए लंबाई 8 हैं इसके लिए 6 C7 और H7 के लिए यह 7 है तो 8 6 14 7 21 45 है तो आपके पास यहाँ 24 है क्योंकि मैंने रखा था 45 B11 45 है यह बिन चुना जाता है तो यह बिन चुना जाता है तो यह हमें 45 की क्षमता दे सकता है 24 21 डाल दिया गया है तो शेष 24 24 के रूप में दिखाई दे रहा है इसी तरह यदि हम दूसरा बिन लेते हैं तो हम देखते है कि आइटम नंबर यह आइटम और यह आइटम इस बिन में हैं तो यह आइटम तो हम इस पर गौर करते हैं तो इस आइटम की लंबाई D8 है तो D8 की लंबाई 9 और E8 F8 की लंबाई 17 है तो 17D8 की लंबाई 9 17 26 है और अंतिम की लंबाई 21 है तो 47 लंबाई है 45 लंबाई है जो उपलब्ध है तो इस समय यह समाधान अव्यवहार्य है क्योंकि यह बिन 45 से अधिक का उपयोग कर रहा है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू मतलब सकारात्मक मूल्य है तो भले ही मैंने इस समय सभी वेरिएबल के लिए बाइनरी वैल्यू के साथ एक समाधान दिखाया है यह समाधान व्यवहार्य नहीं है लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता केवल जब हम अनुकूलन करते हैं तो हमें यह जांचना होगा कि क्या हमें एक व्यवहार्य समाधान मिलेगा तो प्रत्येक बिन के लिए 4 कंस्ट्रेंट लिखे गए हैं ये 4 सभी बिन क्षमता के ≤ 45 होनी चाहिए चूंकि बिन 45 Y1 45 Y2 वेरिएबल हैं उन्हें LHS की ओर ले जाया जाता है तो RHS 0 हैं और वे से कम या बराबर वेरिएबल हैं प्रत्येक आइटम ठीक 1 बिन पर जाएगा तो उदाहरण के लिए यह आइटम 1 है यह B7 B8 B9 B10 है तो यदि हम पहला आइटम लेते हैं तो यह इस बिन या इस बिन या इस बिन या इस बिन में जाएगा तो इसी तरह यह C7 C8 होगा तो 8 कंस्ट्रेंट के ये सेट सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक आइटम बिल्कुल 1 बिन मे जा रहा है जो यहां लिखा गया है अब हम सॉल्वर पर जाते हैं मैंने पहले ही इसे सॉल्वर में मैप कर दिया है तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन यह है बिन की संख्या जो कि B12 है आप देखते है कि B12 ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन है वेरिएबल यहाँ सूचीबद्ध हैं सभी वेरिएबल यहाँ हैं वे B7 से I7 8 9 7 8 9 10 से I10 हैं तो आप देखते हैं कि B7 से I10 और B11 से E11 तो वेरिएबल यहाँ सूचीबद्ध हैं सभी कंस्ट्रेंट को यहां सूचीबद्ध किया गया है 8 कंस्ट्रेंट को यहां लिखा गया है अब इसके अलावा YJ में सभी Xij को बाइनरी होना चाहिए तो मुझे 36 वैरिएबल को बाइनरी वैरिएबल के रूप में परिभाषित करना होगा और इन 36 बाइनरी वेरिएबल्स को समय बचाने के लिए यहां परिभाषित किया गया है मैं इसे दिखा रहा हूं आप बाइनरी वैरिएबल्स का एक गुच्छा देख सकते हैं जो सभी यहां परिभाषित हैं तो अब हम इस समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं तो हम सॉल्वर पर जाते हैं और हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और हमें इसका समाधान मिल जाता है तो यह एक समाधान है जो सॉल्वर द्वारा प्राप्त किया जाता है हमे देखते है कि केवल 3 बिन का उपयोग किया गया है आप देख सकते हैं कि Y1 Y2 Y3 1 है तो तीन बिन का उपयोग किया गया है और एलोकेशन मतलब आवंटन यह है पहला आइटम तीसरे बिन में जा रहा है दूसरा आइटम तीसरे बिन में जा रहा है तीसरा आइटम तीसरे बिन में जा रहा है चौथा आइटम पांचवें बिन में जा रहा है पांचवां आइटम पहले बिन में जा रहा है छठा आइटम दूसरे बिन में जा रहा है सातवा आइटम तीसरे बिन में जा रहा है और आठवां आइटम दूसरे बिन में जा रहा है तो हम सभी 8 आइटम को 3 बिन अथवा डिब्बे में समायोजित करने में सक्षम हैं और अब LHS हमें यह भी बताता है कि बिन का कितना उपयोग किया गया है पहला बिन पूरी तरह से उपयोग किया गया है इसलिए LHS की ओर 0 है दूसरे बिन का पूरी तरह से उपयोग किया गया है LHS की तरफ 0 है तीसरे बिन में 15 है जिसका अर्थ है 45 लंबाई में से यह उपलब्ध है यह तीसरे बिन में उपलब्ध है केवल 30 का उपयोग किया गया है और 15 अप्रयुक्त है अब प्रत्येक आइटम केवल 1 बिन को असाइन मतलब सौंपा गया है तो इस प्रकार चौथे बिन का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है तो हमारे पास इससे 0 0 है तो इस प्रकार बिन पैकिंग समस्या का समाधान किया जाता है तो यह एक उदाहरण है जहां हम वेरिएबल को बाइनरी वेरिएबल के रूप में परिभाषित करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप सॉल्वर पर जाते हैं तो मैंने इन वेरिएबल को बाइनरी के रूप में परिभाषित किया है उनमें से एक का वर्णन करने के लिए कि सभी वेरिएबल Xij और Yj बाइनरी हैं तो इसे सॉल्वर में कैसे जोड़ा जाए यहां जाएं क्लिक करें तो यदि आप B7 पर क्लिक करते हैं B7 एक Xij वेरिएबल है अब यदि आप जोड़ना चाहते हैं मैं पहले ही कर चुका हूं तो मैंने यह प्रदर्शित किया है कि एड ए कंस्ट्रेंट करें अब इस पर जाएं B7 एक बायनरी वेरिएबल है तो B7 और इसे नीचे क्लिक करें आप बायनरी प्राप्त करते हैं आपको यहां बायनरी मिलेगा फिर आप जोड़ सकते हैं तो 36 वैरिएबल के लिए आपको सभी Xij और Yj को जोड़ना होगा जो कि फॉर्मूलेशन में बाइनरी वैरिएबल के रूप में जोड़े जाएंगे तो यह एक उदाहरण है कि हम एक समस्या को कैसे हल करते हैं जिसमें एक बाइनरी पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या शामिल होती है तो हम उनमें से कुछ को बाइनरी वैरिएबल के रूप में परिभाषित करते हैं इस कोर्स में हमने विस्तार में विधियां नहीं देखी कि विवरण में कैसे द्विआधारी पूर्णांक प्रोग्रामिंग मतलब बायनरी इंटीजर प्रोग्रामिंग को हल करना है हालाँकि हम एक बिन पैकिंग को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं यह स्पष्ट करने के लिए कि सभी फॉर्मूलेशन कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब निरंतर चर के साथ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं नहीं हैं बड़ी संख्या में फॉर्मूलेशन में इंटिजर वेरिएबल मतलब पूर्णांक चर और बाइनरी वेरिएबल शामिल होते हैं तो केवल यह समझाने के लिए कि हमने बिन पैकिंग फॉर्मूलेशन का उपयोग किया था और पूरा होने के लिए मैंने इस सॉल्वर का उपयोग करके बाइनरी 0 1 समस्या को हल करने का तरीका दिखाया है अब हम परिवहन समस्या और असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसे हमने इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में देखा है तो हम परिवहन समस्या पर जाते हैं तो यह परिवहन समस्या है जिसे हमने हल किया था तो तीन सप्लाई पॉइंट मतलब आपूर्ति बिंदु और तीन डिमांड पॉइंट मतलब मांग बिंदु हैं यह एक संतुलित परिवहन समस्या है तो यह परिवहन समस्या है जिसे हम हल करते हैं 3 सप्लाई प्वाइंट 100 की टोटल सप्लाई के साथ 40 25 और 35 हैं और 100 की डिमांड के साथ 3 डिमांड पॉइंट 30 30 और 40 है परिवहन लागत यहां 8 9 7 4 3 5 8 5 6 वगैरह दी गई है तो चलिए अब इस स्प्रेडशीट का उपयोग करके इस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो हम इस पर वापस जाते हैं और मैंने स्प्रेडशीट पर पहले ही यह समस्या बना ली है तो यह एक 3x3 परिवहन समस्या है तो हमारे पास X11 X13 X31 से X33 तक 9 वेरिएबल हैं जहां Xij मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवहन है परिवहन की लागत यहां 8 9 7 4 3 5 8 5 और 6 दर्शाई गई है ये परिवहन लागत हैं तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन कुल परिवहन लागत Cij Xij को कम करने की कोशिश करता है जो मैं स्थापित कर रहा हूं Xij वेरिएबल्स मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ ये 9 वैरिएबल B5 C5 D5 B6 C6 D6 B7 B7 और D7 हैं ये 9 वैरिएबल हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को Cij Xij के रूप में दिखाया गया है जिसे यहां रखा गया है उदाहरण के लिए F3 x B5 है तो F3 पहली वैल्यू 8 है B5 एक मात्रा के रूप में है जिसे इस तरह से ले जाया जाता है मैंने उन 9 टर्म का गुणा किया उन्हें जोड़ा और ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन पर वापस आया जो इस तरह है अब वेरिएबल यहां परिभाषित किए गए हैं वैल्यू यहां परिभाषित की गई है ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन यहां परिभाषित किया गया है अब इस परिवहन समस्या में 6 कंस्ट्रेंट 3 सप्लाई कंस्ट्रेंट और 3 डिमांड कंस्ट्रेंट हैं तो 3 सप्लाई आपूर्ति मात्रा 40 25 35 है डिमांड मांग की मात्रा 30 30 और 40 है तो जो भी पहले सप्लाई प्वाइंट मतलब आपूर्ति बिंदु से बाहर जाता है वह ≤ 40 होना चाहिए तो अब मैंने जो बाहर जाता है लिखा है B5C5 D5 B5C5D5 जो इस 40 मे से बाहर जाता है वह RHS से कम या बराबर होना चाहिए जो कि 40 है इसी तरह दूसरा कंस्ट्रेंट जो B6 C6 D6 है 25 के दूसरे सप्लायर आपूर्तिकर्ता से बाहर जाता है तो यह ≤ 25 और इसी तरह होना चाहिए तो तीन सप्लाई कंस्ट्रेंट मतलब आपूर्ति बाधाएं हैं तीन डिमांड कंस्ट्रेंट मतलब मांग बाधाएं हैं यह वह है जो पहले गंतव्य तक पहुंचती है तो यह B5 B6 B7 है आवश्यकता 30 है तो जो पहुंचता है वह आवश्यकताओं से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए तो 6 कंस्ट्रेंट तीन सप्लाई कंस्ट्रेंट और तीन डिमांड कंस्ट्रेंट हैं अब हम यह भी जानते हैं कि समस्या एक संतुलित परिवहन समस्या है इसलिए सप्लाई के लिए ≤ असमानता और डिमांड के लिए ≥ असमानताओं के बजाय यह मानते हुए कि न्यूनतम मांग को पूरा करना होगा हम उन सभी को समीकरणों द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्योंकि समस्या एक संतुलित परिवहन समस्या है या तो हमारे पास सभी 6 कंस्ट्रेंट समीकरणों के रूप में हो सकते हैं या फिर सप्लाई कंस्ट्रेंट ≤ और डिमांड कंस्ट्रेंट ≥ हो सकते हैं अब जो वर्तमान समाधान दिखाया गया है वह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यदि आप देखते हैं कि दूसरी सप्लाई 25 उपलब्ध है लेकिन 35 बाहर जा रही है इसी तरह अगर आप देखें तो यहां डिमांड वास्तव में बहुत अधिक है लेकिन एक संतुलित परिवहन समस्या में हम डिमांड को पूरी तरह से अचूक पूरा करते हैं क्योंकि कुल आपूर्ति टोटल सप्लाई total supply कुल मांग टोटल डिमांडtotal demand के बराबर है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है या केवल तभी मायने रखता है जब हम हल करते हैं तो अब हम समस्या को सॉल्वर में डालते है जिसे मैं पहले ही यहां कर चुका हूं तो मैं केवल आपको दिखा रहा हूं अब ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन B9 है जिसे यहाँ दिखाया गया है हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को इस 8x5 9x0 के योग के रूप में देखा है ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन लिखा है 6 कंस्ट्रेंट यहां लिखे गए हैं आप उनमें से तीन को ≤ कम या के बराबर और अन्य तीन डिमांड कंस्ट्रेंट को ≥ इससे अधिक या बराबर के रूप में देख सकते हैं अब परिवहन समस्या में वेरिएबल Xij को पूर्णांक वेरिएबल इंटीजरinteger variable के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है वे कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब निरंतर चर के रूप में रह सकते हैं और जब तक सप्लाई और डिमांड पूर्णांक इंटीजरinteger होते हैं वे पूर्णांक वैल्यू देंगे तो हम अब इसे एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल कर रहे हैं हम इसे किसी भी वोगेल एप्रोक्सीमेशन Vogel's approximation या ऐसी किसी भी विधि का उपयोग करके हल नहीं कर रहे हैं तो हम इसे एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल कर रहे हैं तो हम चर को कंटीन्यूअस वेरिएबल के रूप में परिभाषित करते हैं और इसे हल करने के लिए सिंप्लेक्स LP का उपयोग करते हैं तो जब मैं इसे हल करता हूं अभी इस समाधान के लिए जो व्यवहार्य नहीं है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 35 एक सप्लाई प्वाइंट से बाहर जा रहा है जिसमें केवल 25 है और जैसा कि मैंने कहा इस स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो जब हम इसे हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक समाधान प्राप्त कर रहे हैं तो हम एक बार फिर इसे हल कर रहे हैं तो हम इसके साथ एक समाधान प्राप्त कर रहे हैं हम 565 के बराबर लागत के साथ समाधान प्राप्त कर रहे हैं अब हम यह भी महसूस करते हैं कि सभी कंस्ट्रेंट अच्छी तरह से संतुष्ट हैं 40 उपलब्ध है 40 जाता है 25 उपलब्ध है 25 जाता है 35 उपलब्ध है 35 जाता है 30 आवश्यक है 30 दिया जाता है 30 आवश्यक है 30 दिया जाता है 40 आवश्यक है 40 दिया गया है सभी परिवहन मात्रा को यहाँ 565 के बराबर लागत के साथ दिखाया गया है अब यदि हम अपने द्वारा हल की गई परिवहन समस्या पर वापस जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके लिए इष्टतम समाधान 565 पर आया था जिसे हम तीनों विधि के द्वारा समाधान दिखा रहे हैं जो हमने हाथ से कीं थी तो वोगेल एप्रोक्सीमेशन Vogel's approximation या पेनल्टी कॉस्ट ने 565 दिया हमने बाद में यह भी कहा जब हम स्टेपिंग स्टोन विधि का उपयोग करते हैं तो कोई लाभ नहीं है और इसलिए इष्टतम है तो इस परिवहन समस्या के लिए इष्टतम लागत 565 है जो हमें अपने समाधान से मिली है तो हम परिवहन समस्या के एक और उदाहरण को देखेंगे और हम अगली कक्षा में असाइनमेंट समस्या में कुछ उदाहरणों को देखेंगे